समीकरण 3 से हमें यह प्राप्त होता है HPgPgPg यहाँ 3 मेयरमेंट डेटा दिए गए है इसे समीकरण 1 अंकित किया गया है इसका मतलब कर्व पर 3 बिंद दिए गए है यानी 3 अज्ञात गुणांक β γ को हल किया जा सकता है 25 of Pg25100×50125 MWऔर इसके अनुरूप HPg10 MkcalMWhr प्राप्त होगा यह इसलिए प्राप्त हुआ है क्यूँकि यह डेटा 25 40 and 100 पर दिया गया है इसी तरह से 40 of Pg40100×5020 MW इस से HPg86 MkcalMWhr प्राप्त होगा और 100 of Pg50 MW तो HPg8 MkcalMWhr प्राप्त होगा इस से 125125 10 होगा यह समीकरण 2 अंकित किया गया है 2020 86 है इसे समीकरण 3 अंकित किया गया है और5050 8 है यह 3 रेखिए समीकरण है इन्हें केलक्यूलेटर की सहायता से हल करने पर प्राप्त करेंगे समीकरण 2 3 और 4 की सहायता सेα' 5556 β'511 और γ'00355 प्राप्त होंगे ईंधन खर्च k4 RsMkCal दिया है यानी कि ak4×555622224 इसी तरह से bk4×5112044 और dk4×003550142 प्राप्त होगा इंधन खर्च इस से अभिव्यक्ति होता है इनको यहाँ प्रतिस्थपित करने पर CPg222242044 Pg0142 Pg2 प्राप्त होगा हमें 25 रेटिंग पर CPg प्राप्त करना है 25 रेटिंग पर Pg125 MW है इसलिए CPg222242044×1250142×1252500 Rshr होगा यानी कि CPg125500 Rshr इसी तरह से 40 रेटिंग पर Pg20 MW पहले की ही तरह है इसे इस समीकरण मे प्रतिस्थपित करने पर CPg222242044×200142×202688 Rshr प्राप्त होगा इसे हल करने पर CPg20688 Rshr और 100 लोड पर Pg50 MW है जिससे CPg222242044×500142×5021599 Rshr CPg501599 Rshr प्राप्त होगा इंक्रिमेंटल कोस्ट के लिए C की डेरिवेटिव Pg के रेसपेक्ट मे लेंगे CPg222242044 Pg0142 Pg2 प्राप्त कर चुके है अब इसकी Pg के रेसपेक्ट मे डेरिवेटिव लेने पर dCdPg20440284 Pg Rshr प्राप्त होगा 100 रेटिंग पर Pg50 MW है इसलिए IC20440284×503464 Rshr है और CPg51222242044×510142×5121634 Rshrहोगा अब हम सामन्यीकृत प्रोबलेम फ़ोरम्युलेशन करेंगे धीरे धीरे इसे विस्तृत करते जाएँगे मान लें n बस सिस्टम दिया गया है जहाँ m बसेस पर जनरेटर है और सभी लोड PLi दिए गए है उद्देश्य यह है की हमें i12m के लिए Pgi और वोल्टेज मेग्निट्यूड Vi को प्राप्त करना है ताकी कुल इंधन लागत कम की जा सके हम कक्षा मे Vi को प्राप्त नही करेंगे क्यूँकि इसके लिए विस्तृत लोड फ़लो की ज़रूरत होगी और यह काफ़ी बड़े आकलन का प्रश्न बन जाएगा जिसे हम कंप्यूटर की सहायता से ही हल कर पाएँगे यहाँ हम इसे नही हल कर पाएँगे तो कुल इंधन लागत जब m जेनरेटर दिए गए है बराबर है CTi1mCi के यह समीकरण 6 है यदि पावर फ़लो अथवा लोड फ़लो समीकरण संतुष्ट होते है तो अनूकूलन के लिए यह समानता बाधा होगी यह जेनरेटर पावर के लिए असमानता बाधा है यहाँ न्यूनतम और अधिकतम सीमा दी गई है लाइन पावर फ़लो के लिए भी न्यूनतम और अधिकतम सीमा दी गई है लाइन ट्रांसमिशन की अधिकतम सम्भालने की क्षमता को थर्मल लिमिट कहते है इसलिए लाइन फ़लो पर लिमिट ली गई है यह समीकरण 6 है पहली बाधा PgiminPgiPgimax है यह i12m के लिए है क्यूँकि हमारे पास m जनरेटर है और दूसरी वोल्टेज मेग्निट्यूड Vimin≤ ≤Vimax i12m के लिए और तिसरी पावर फ़लो के लिए है ≤Pijmax यह सभी लाइन के लिए है तो यह सभी बाधाएँ है हमें इन्हें विवेकतापूर्ण ढंग से हल करना होगा जब लोड डिस्पेच प्रोबलेम को हल करना है तो यह ध्यान मे रखना होगा कि कोई भी बाधा की उल्लंघना ना हो इन बाधाओं को ध्यान मे रख कर ही हमें अनुकूलन के लिए इसे हल करना होगा प्रोबलेम फ़ोरम्युलेशन संक्षिप्त मे नीचे दी गई है पावर फ़लो अथवा लोड फ़लो समीकरण संतुष्ट होने चाहिए चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न दिया गया है यह अनुकूलन प्रक्रम के लिए समानता बाधा है क्यूँकि हम लोड फ़लो हल कर रहे है दूसरी बाधा मे बोईलेर अथवा दूसरे थर्मोडयनेमिक कारणो की वजह से Pgi के लिए निचली सीमा होगी और ऊपरी सीमा टरबायिन जनरेटिंग यूनिट की थर्मल लिमिट की वजह से है वोल्टेज बाधा सिस्टम वोल्टेज को रेटड और नोमिनल वेल्यू तक रखने मे सहायक होगी वोल्टेज ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम होनी चाहिए उद्देश्य यह होगा के उपभोक्ता की वोल्टेज ज़रूरत बनाए रखें ताकी वोल्टेज उपभोक्ता की अनुमेय सीमा मे ही रहे चौथी बाधा ट्रांसमिशन लाइन पावर की थर्मल लिमिट और स्थिरता से सम्बंधित है तो इस बाधा का भी ध्यान रखना होगा यह सभी बाधाएँ है यदि समानता और असमानता बाधा संतुष्ट हो जाती है तब हमें लागत फलन को मिनिमाइस करना है इस तरह के अध्ययन अपलयिड मेथेमेटिक्स की शाखा नोन लिनीयर प्रोग्रामिंग मे पढ़ी जाती है तो यह नोन लिनीयर प्रोग्रामिंग से हल किया जा सकता है आजकल इसे सॉफ़्ट कंप्यूटिंग तकनीक की सहायता से भी हल किया जाता है यहाँ नॉन लिनीयर प्रोग्रामिंग को एक्सपेंसिव लिखा गया है यह इसलिए क्यूँकि इसकी गणना में बहुत समय लगता है जबकि सॉफ़्ट कंप्यूटिंग से हमें ग्लोबल मैक्सिमम मिल जाता है लेकिन नोन लेनियर प्रोग्रामिंग विधि से हमारी शुरुआत लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मिलने की सम्भावना से होती है आजकल इस तरह के कई प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अलग तरह की सॉफ़्ट कम्प्यूटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है सॉफ़्ट कंप्यूटिंग तकनीक हम इस पाठ्यक्रम में नहीं देखेंगे और यहाँ हम प्रतिष्ठित अनुकूलता विधि के बारे मे ही पढ़ेंगे इसे हल करने के लिए कुछ अपरोकसिमिशन करेंगे ताकि इसे सरल बनाया जा सके नॉन लिनीयर प्रोग्रामिंग ओपटिमल सोल्यूशन की प्रकृति के बारे मे जानकारी नही देता है और इसके आकलन करने में बहुत समय जाता है तथा सॉफ़्ट कंप्यूटिंग तकनीक से ग्लोबल ओपटिमल सोल्यूशन मे समय लगता है इन दोनों के अंतर की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझे ईमेल भेज सकते है प्रोबलेम फ़ोरम्युलेशन को सरल बनने के लिए कुछ अपरोकसिमेशन करेंगे और यह हमें एकोनोमिक डिस्पेच प्रोबलेम की प्रकृति को समझने मे मदद करेगा पहले हम हानि को नज़रअंदाज़ कर कर इकोनोमिक डिस्पेच देखेंगे क्यूँकि हम जानते है कि जेनरेशन बराबर है लोड जमा लोस के यह मान लें की हमें पहले से ही पता है की लोड की माँग को पूरा करने के लिए जेनरेटर की आवश्यकता होगी और यह भी जानकारी है के कौन से जेनरेटर की आवश्यकता होगी मान लें की m जेनरेटर है तो CTi1mCi होगा यदिi1mPgiPLi1nPLi टोटल जेनरेशन है n बस पावर सिस्टम के लिए यह क्रमशः समीकरण 7 और 8 है और यह PgiminPgiPgimax है i12m के लिए यह समीकरण 9 है समीकरण 8 को i1mPgi PL0 लिख सकते है यह समीकरण 10 है अभी कुछ समय के लिए जेनरेटर पावर लिमिट जो की समीकरण 9 द्वारा दी गई है को नही लेंगे इसलिए इसे प्रतिष्ठित विधि लेग्रांज मल्टीपलयर Lagrange's multipliers की सहायता से हल किया जा सकता है क्यूँकि यह फलन समानता बाधा के साथ रह गया है लागत फलन को अब CTCT λi1mPgi PL से बदल देंगे और यह समानता बाधा इस औगमेंटेड लागत फलन CTi1mCi λi1mPgi PL के अंदर ही ले आए है जब सोल्यूशन कंवर्ज करेगा तब i1mPgi i1mPL बन जाएगा यह समीकरण 11 है और लेग्रंजियन मलटिप्ल्यर है dCTdPgi0 से फलन की मिनिमैज़ेशन प्राप्त की जा सकती है इस स्थिति से dCidPgi λ0 प्राप्त होगा यह बराबर है dCidPgi के i12m के लिए यह समीकरण 13 है dCidPgiICi ith जेनरेटर का इंक्रिमेंटल कोस्ट है समीकरण 13 को हम इस तरह से लिख सकते हैdC1dPg1dC2dPg2dC3dPg3dCmdPgmλ इसका मतलब कि सभी जेनरेटिंग यूनिट के लिए ओप्टिमम ओपरेशन के इंक्रिमेंटल कोस्ट के बराबर है यानी कि जेनरेटर्स की ऑपटिमल लोडिंग तब होगी जब सभी इंक्रिमेंटल कोस्ट बराबर होंगे समीकरण 14 कोऑरडिनेशन इकुएशन कहलाती है लेग्रंज मूलटिप्ल्यर और m जेनरेटर के ऑपटिमल जेनरेशन को प्राप्त करने के लिए सभी m समीकरणों को जेनरेशन लोड बेलनस यानी कि समीकरण 10 के साथ हल करना होगा इसका मतलब यह है कि इंधन लागत कर्व C1C2 चाहे कुछ भी हो सिस्टम अनुकूलित ही होगा यदि इंक्रिमेंटल कोस्ट वेल्यू dC1dPg1dC2dPg2 बराबर होगी तो यह स्थिति होगी जब हम हानि को नज़रअंदाज़ करेंगे हमें यह समीकरण और कोऑरडिनेशन इकुएशन को हल करना होगा उधारण के तौर पर मान लें कि 2 जेनेरेटिंग यूनिट की कोस्ट केरेक्ट्रिसटिक दी गई है एक C1 है और दूसरी C2 मान लें यह पहली यूनिट की स्लोप है इसे हम IC1 कहेंगे और यह दूसरी स्लोप है इसे हम IC2 कहेंगे अगर लोड बदलता है तो जेनरेटर को घटाना या बढ़ाना पड़ेगा यह 200 MW दिया है और यह 100 MW अगर हम Pg1 और Pg2 मे कुछ बदलाव लाना चाहेंगे तो यहाँ डेल्टा और लोड मे बदलाव आएगा यहाँ स्लोप IC1और IC2 भी बदल जाएँगी क्यूँकि कोस्ट केरेक्ट्रिसटिक अलग है जब लोड जेनरेशन बदलेगा तब स्लोप भी बदलेगी अगर यहाँ से यहाँ तक जाएँगे तो सलोप अलग होगी और अगर यहाँ से यहाँ जाएँगे तो स्लोप अलग होगी तो 2 जेनरेटर्स के अलग इंक्रिमेटल कोस्ट है लेकिन दोनो को बराबर रख कर इन्हें हल करेंगे मान लें कि हमारे पास 3 जेनरेटिंग यूनिट है इस तरफ़ लेमदा है इस तरफ़ IC1 इस के लिए इंक्रिमेंटल कोस्ट कर्व यह लागत फलन द्विघाती है CiaibiPgidiPgi2 इसकी डेरिवेटिव लेने पर यह एक लिनीयर फ़नक्षन बनेगा लेकिन अगर यह क्यूबिक होगा तो डेरिवेटिव लेने पर यह द्विघात बनेगा इन्हें लिनीयर बनाने की बजाय इसे थोड़ा घुमावदार बनाया गया है इसे लिनीयर भी बनाया जा सकता है यहाँ तीन ICs भी दिए गए है IC1 IC2 IC3 और Pg1 Pg2 Pg3 भी दिए गए है लेकिन यह सब को बराबर लेमदा पर ओपेरेट करना है क्यूँकि हमारे पास dC1dPg1dC2dPg2dC3dPg3dCmdPgmλ है यह लेमदा वेल्यू है यह जेनरेशन Pg1 Pg2 Pg3 है यह कोस्ट केरेक्ट्रिसटिक के ऊपर निर्भर है और स्लोप भी कोस्ट केरेक्ट्रिसटिक के ऊपर निर्भर है यह इंक्रिमेंटल कोस्ट कर्व है और यह Pg मेगावाट लिनीयर है लेकिन इसे थोड़ा घुमावदार लिया गया है अब आगे इसे हल करने का अलगोरिथम देखेंगे स्टेप 1 लेमदा की एक शुरुआती वेल्यू मान ले आगे हम ग्रेडीयंट विधि से देखेंगे के कैसे इसे पुनरावर्ती प्रक्रम से प्राप्त कर सकते है लेकिन यहाँ इसकी शुरुआती वेल्यू चुन लें यानी कि ICIC0 स्टेप 2 Pgi के लिए समीकरण 14 को हल करेंगे यानी कि यह को समन्वय समीकरण को हल करेंगे स्टेप 3 अब एबसोल्यूट वेल्यू को जाँचेंगे यानी कि i1mPgi PLϵ जाँचेंगे जहाँ एक बहुत ही छोटी निर्दिष्टित वेल्यू है यहाँ बहुत ज़्यादा जेनरेशन लोड लोस को नज़रअंदाज़ किया गया है यदि यह सोल्यूशन एप्स्य्ल्न से कम होगा तो यह ओपटिम्ल सोल्यूशन होगा स्टेप 4 अगर i1mPgi PL0 तब हम इंक्रिमेंटल IC0 को बढ़ा देंगे ICIC0IC बढ़ी हुई वेल्यू है लेकिन अगर i1mPgi PL0 है तब ICIC0 IC लेंगे यानी कि जेनेशन को कम करेंगे और फिर स्टेप 2 पे वापिस जाएँगे यह इसलिए संभव है क्यूँकि Pgi IC का मोनोटोनिकली इंकरिसिंग फ़ंकशन है हमने पहले भी देखा है Pg के बढ़ने पर IC भी बढ़ेगा इस लिए यह दो स्थिति मानी गई है तो इस तरह से इसे हल करना है मान लें कि PL0 खपत है Pgi0 ऑपटिमल जेनरेशन है इसी के साथ CT0 कोस्ट है मान लें कि शुरुआती कुल लोड PL0 था और उसी समय कुल जेनरेशन Pgi0 है लोस को नज़रअंदाज़ किया गया है अब मान लें लोड बढ़ गया है यानी कि PLPL0PL है यानी कि लोड PL से बढ़ गया है इसके साथ नई कोस्ट भी प्राप्त हो गई है यानी कि CTCT0CT होगा टेलर'स सिरीस की सहायता से CTi1mCiPgi0dCiPgi0dPgiPgi है यह समीकरण 15 है CTCT0CT है टेलर'स सिरीस की सहायता से CTi1mCiPgi0i1mdCiPgi0dPgiPgi प्राप्त होगा इसलिए CT0CTCT0i1mdCiPgi0dPgiPgi होगा यहाँ CT0 CT0 केन्सल हो जाएगा इसलिए CTi1mdCiPgi0dPgiPgi होगा λdCiPgi0dPgi यह इंक्रिमेटल कोस्ट है यहाँ लेमदा को समीकरण 16 मे प्रतिस्थपित करने पर CTλi1m Pgi प्राप्त होगा यह समीकरण 17 है लोड मे छोटा सा कुल बदलाव PL बराबर है i1mPgi के इसका मतलब अगर लोड बदलता है तो उसके हिसाब से जेनरेटर को वो पावर लोस को पूरा करना होगा जो की हमने पहले नज़रानदाज कर दिया था PL की वेल्यू यहाँ प्रतिस्थपित करने पर CTλi1m Pgi प्राप्त होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है की लेमदा आनुपातीकता की निरंतरता है जो की कोस्ट रेट से संबंधित है यानी कि पावर सिस्टम की बढ़ती खपत का मूल्य रुपए प्रति घंटा मे है लेमदा का एक और महत्व है लोड यहाँ बदल गया है लेकिन CT लोड PL का सीधा अनुपातिक है तो यह लेमदा का भौतिक महत्व है